कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन स्थापना तंत्र को देख रहे हैं पिछली कक्षा में हमने देखा है कि जब भी आप किसी नेटवर्क के 2 एन्ड होस्ट्स के बीच तार्किक संबंध स्थापित करते हैं तो डुप्लिकेट पैकेटों की देरी उसमें एक चुनौती है तो विलंबित डुप्लिकेट पैकेट एक भ्रम पैदा कर सकते हैं जैसे कनेक्शन स्थापना चरण में जो पैकेट आपने प्राप्त किया है तो हो सकता है की आपने विलंबित डुप्लिकेट पैकेट प्राप्त किया हो चाहे वह विलंबित डुप्लिकेट संदेश हो या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे और अधिक स्पष्ट रूप कहूँ जब भी आप कोई डुप्लिकेट संदेश प्राप्त करते हैं तो आप सुनिश्चित नहीं होते या डुप्लिकेट कनेक्शन स्थापना अनुरोध की स्थिती में आप सुनिश्चित नहीं कर पाते की प्राप्त डुप्लिकेट संदेश पिछेले किसी स्थापना का एक विलंबित डुप्लिकेट है या क्लाइंट क्रैश हो गया है और इसने सर्वर के साथ कनेक्शन को फिर से शुरू किया है और वह कनेक्शन अनुरोध संदेश उसी से आ रहा है इसलिए हमने अब तक जो देखा है वह एक रास्ता है जिस तरह से हम अनुक्रम संख्या की सहायता से वर्चुअल क्लॉकिंग तंत्र का उपयोग करके इस समस्या को कम कर सकते हैं जहां हम बाइट अनुक्रम संख्या की अवधारणा का उपयोग करते हैं कि प्रत्येक बाइट में एक अद्वितीय अनुक्रम संख्या होगी और कनेक्शन स्थापना चरण के दौरान हमें अनुक्रम संख्या को इस तरह से उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है ताकि दूसरा छोर जैसा की इस उदहारण में सर्वर डुप्लिकेट संदेश की सही पहचान कर सकता है की क्या यह डुप्लीकेट कनेक्शन अनुरोध पुराने अनुरोध का विलंबित डुप्लीकेट है या क्लाइंट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद का नया कनेक्शन अनुरोध है तो यह करने के लिए कि यह अनुक्रम संख्या क्षेत्र में देख सकता है और इसे खोज सकता है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि यह कनेक्शन अनुरोध क्रम संख्या कनेक्शन अनुरोध के लिए उपयोग किया गया प्रारंभिक अनुक्रम संख्या ये इसे टी समय अवधि के भीतर फिर से उपयोग नहीं करेगा जो की पैकेट की अधिकतम समय सीमा है तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस समय सीमा की अवधि टी के साथ खंड का प्रत्येक अनुरोध या यहां हम बाइट अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं इसलिए बाइट का प्रत्येक इंस्टांस अनुक्रम संख्या के साथ ही सिर्फ वो इंस्टांस होता है जो नेटवर्क मे बचा हुआ है नेटवर्क में समान बाइट के एक से अधिक इंस्टांस नहीं होते हैं समान बाइट का अर्थ है नेटवर्क में समान अनुक्रम संख्या के साथ बाइट जो रिसीवर के लिए दूसरे छोर पर भ्रम पैदा कर सकता है इसलिए हम इस समस्या को इस निषिद्ध क्षेत्र के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब भी कनेक्शन 1 एक अनुक्रम संख्या का चयन करता है तो यह विशेष रूप से गहरी काली रेखा इंगित करती है इसलिए यह रेखा अनुक्रम संख्या को इंगित करती है जो कि एक कनेक्शन समय के साथ उसे उपयोग करने जा रहा है अब यदि यह अनुक्रम संख्याओं के इस सेट का उपयोग कर रहा है तो उस हर बाइट के अनुक्रम संख्या के साथ एक समय सीमा होती है यहां यह समय सीमा टी है तो उस समय सीमा के भीतर पैकेट या बाइट नेटवर्क में अप्राप्त हो सकता है अब ऐसे परिदृश्य में जब यह कनेक्शन क्रैश हो गया हो और आप उस समय के दौरान किसी अन्य कनेक्शन को प्रारंभ करना चाहते हैं यदि पुराने कनेक्शन का या क्षेत्र और निषिद्ध क्षेत्र तो इस क्षेत्र को हम निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं तो पुराने कनेक्शन का निषिद्ध क्षेत्र और नए कनेक्शन का निषिद्ध क्षेत्र अगर यह ओवरलैप हो जाता है तो भ्रम की समस्या हो सकती है क्योंकि इस समय आपके पास नेटवर्क में एक ही अनुक्रम संख्या के दो अलग अलग अनुक्रम हो सकते हैं तो एक अनुक्रम संख्या पुराने कनेक्शन से और दूसरा अनुक्रम संख्या नए कनेक्शन से हो सकता है और हम इससे बचना चाहते हैं अब इससे बचने के लिए समाधान तंत्र जिसे हम नियोजित कर सकते हैं वह कुछ इस तरह है जैसे या तो आप इसे समय के साथ अलग करते हैं इसका मतलब है आप नए कनेक्शन को शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं जैसे कि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह विशेष अनुक्रम संख्या जो नेटवर्क में थी वह अनुक्रम संख्या पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर चली गई हो तो ऐसा है कि यह वही अनुक्रम संख्या है जो इस कनेक्शन 1 के लिए थी उस अनुक्रम संख्या का समय सीमा यहां तक था इसलिए वह अनुक्रम संख्या नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है और वह अब भ्रम पैदा नहीं कर सकती है इसलिए आप निश्चित अवधि की प्रतीक्षा करते हैं तो यहाँ यह प्रतीक्षा अवधि है और फिर आप शुरू करते हैं ये मानते हुए की यह प्रतीक्षा अवधि है इसलिए आप इस प्रतीक्षा अवधि की प्रतीक्षा करें और फिर इस नए कनेक्शन की शुरुआत करें ऐसे जैसे कि यह निषिद्ध क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता हो इसलिए यदि यह निषिद्ध क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है तो आप सुनिश्चित होंगे कि नेटवर्क में हमेशा एक विशेष अनुक्रम संख्या का एक ही अनुक्रम है जो नेट्वर्क में बचा हुआ है यह एक तरीका है कनेक्शन को टाइम स्केल में शिफ्ट करने का दूसरा तरीका अनुक्रम संख्या पैमाने में कनेक्शन को शिफ्ट करना है तो आप अनुक्रम संख्या का उपयोग करते हैं जो कि पर्याप्त अनुक्रम संख्या है कनेक्शन 1 के उपयोग के लिए तो आप यह सुनिश्चित कर लेंते हैं कि कनेक्शन नंबर फ़ील्ड जो आप कनेक्शन 2 के लिए उपयोग करने जा रहे हैं वो कनेक्शन 1 के साथ ओवरलैप नहीं है इसलिए यहां हम इस स्थान का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम अनुक्रम संख्या में एक अंतर बना रहे हैं ताकि हमें सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी अनुक्रम संख्या हम उपयोग करने जा रहे हैं वह विशेष अनुक्रम संख्या कनेक्शन 1 द्वारा उपयोग नहीं की गई है तो यह नेटवर्क में प्रारंभिक अनुक्रम संख्या सेट करने के दो संभव तरीके हैं अब चलिए देखते हैं कि आप विलंबित डुप्लिकेट को कनेक्शन स्थापना के दौरान इन दो समस्या को कम करके कैसे संभाल सकते हैं इसलिए अगर हम इस तरह की चीजों को सुनिश्चित करें की जब एक रिसीवर को समयावधि टी के भीतर समान क्रम संख्या के दो सेगमेंट मिलते हैं तो रिसीवर जान जाता है कि एक पैकेट जरुर डुप्लिकेट है माना क्रमांक के लिए भी ऐसा होता है आप हमेशा सुनिश्चित करते हैं की उस टी समयावधि में रिसीवर एक ही क्रमांक के दो अलग अलग पैकेट प्राप्त नहीं कर सकता या एक ही क्रमांक के दो अलग अलग बाईट्स प्राप्त नहीं कर सकता अब यदि रिसीवर समयावधि टी में एक ही क्रमांक के दो अलग अलग बाईट्स प्राप्त करता है तो रिसीवर सही ढंग से डिकोड कर सकता है की दूसरा बाईट पहेले बाईट का विलंबित डुप्लीकेट है या फिर इसके विपरीत कुछ भी हो सकता है लेकिन इस स्थिती में रिसीवर एक को स्वीकार कर सकता है और दुसरे को छोड़ सकता है जो उसने प्राप्त किया है अब दुर्घटनाग्रस्त डिवाइस के लिए तब ट्रांसपोर्ट इकाई जो कि अवधि T के लिए निष्क्रिय रहती है यदि आप इस समय पैमाने का उपयोग समय पर आधारित अनुक्रम क्रमांकन के लिए कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की पिछले कनेक्शन द्वारा प्राप्त सभी पैकेट नेटवर्क से ख़त्म हो गए हों तो यहाँ वास्तव में हम पहले समाधान का उपयोग कर रहे हैं जिसका उल्लेख मैं कर रहा था की आप समय के पैमाने में प्रतीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि उस समय तक पिछले अनुक्रम संख्या के सभी पैकेट्स नेटवर्क में मृत हैं इसलिए जब भी आप एक अनुक्रम संख्या का उपयोग करते हैं तो यह संभावना नहीं होती है कि नेटवर्क में एक ही अनुक्रम संख्या के साथ दो बाइट्स हों लेकिन यह एक अच्छा समाधान नहीं है क्योंकि आपको निश्चित अवधि के लिए इंतजार करना होता है तो इसके लिए आप क्रम संख्या को इस तरह भी चुन सकते हैं हम देखेंगे कि टीसीपी के संदर्भ में आप अनुक्रम संख्या को इस तरह से चुन सकते हैं ताकि आप पिछले निषिद्ध क्षेत्र से काफी ऊपर हों और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कनेक्शन स्थापना के लिए अनुक्रम संख्या पिछले कनेक्शन द्वारा उपयोग नहीं की गई है अब यहाँ समाधान यह है की आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को ठीक से समायोजित करें इसका मतलब है कि होस्ट दुर्घटना से पहले उपयोग किए गए अनुक्रम संख्या के आधार पर निषिद्ध क्षेत्र में अनुक्रम संख्या और समय अवधि टी पर पुनरारंभ नहीं करता है इसलिए यह ऐसा है की अगर सिस्टम क्रैश हो गया है तो जब कभी भी जो कुछ भी अनुक्रम संख्या वहां थी नया अनुक्रम संख्या जो आप उत्त्पन्न करने जा रहे हैं आप ऐसे उत्त्पन्न करते हैं ताकि वह पिछले अनुक्रम संख्या से ऊपर हो तो हम देखेंगे कि हम इस विशेष अनुक्रम संख्या को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अब समस्याओं के दो अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जब भी दो कनेक्शन होते हैं जैसे कि जब एक कनेक्शन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और एक अन्य कनेक्शन प्रारंभिक अनुक्रम संख्या फ़ील्ड का उपयोग करने जा रहा है इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तो यह ऐसा ही है कि एक कनेक्शन ने इस अनुक्रम संख्या का उपयोग किया है और फिर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह इस पुराने कनेक्शन के लिए निषिद्ध क्षेत्र है मान लीजिए कि मैं इसे कनेक्शन 1 के रूप में नाम देता हूं अब मान लीजिये कि एक दूसरा कनेक्शन है दूसरा कनेक्शन प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ यहां से शुरू होता है अब यदि दूसरा कनेक्शन प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ यहां से शुरू होता है और इस पंक्ति के बाद अनुक्रम संख्या स्थान है तो यह निषिद्ध क्षेत्र होगा कोई ओवरलैप नहीं है मेरा जीवन खुश है लेकिन अगर यह विशेष रूप से नया कनेक्शन बहुत तेज दर से डेटा भेजना शुरू कर देता है तो अगर यह बिंदीदार रेखा के बजाय इस रेखा का अनुसरण करता है जो कि जिसे मैंने पहले खींचा है फिर आप देखते हैं कि ये निषिद्ध क्षेत्र बन गया है और यहाँ कुछ पैकेटों के लिए आपके पास एक ओवरलैप है इसलिए आपके पास इस क्षेत्र में कुछ ओवरलैप हैं इसलिए इस क्षेत्र में अभी भी अनुक्रम संख्या के बारे में भ्रम हो सकता है जब भी आपको एक पैकेट प्राप्त होगा कि क्या पैकेट 1 या इस नए कनेक्शन कनेक्शन 2 से संबंधित है इसलिए यदि आप अनुक्रम संख्या स्थान को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं तो यह एक समस्या बन सकती है इसलिए यही कारण है कि अनुक्रम संख्या को स्थिर दर पर या एक बाध्य दर पर बढ़ाया जाना चाहिए इसलिए अनुक्रम संख्या स्थान या नए कनेक्शन के लिए अनुक्रम संख्या की यह वृद्धि पिछले कनेक्शन के अनुक्रम संख्या स्थान का निरीक्षण नहीं करती है इसलिए वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को चुनने के लिए एक और समस्या है कि डेटा दर बहुत धीमी है यदि इस उदाहरण में डेटा दर बहुत धीमी है माना कि प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का उपयोग इस तरह किया गया था तब डेटा दर बहुत धीमी थी इसलिए इसने आरंभिक अनुक्रम संख्या को बहुत धीमी दर पर उत्पन्न करना शुरू कर दिया और उसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नए सिस्टम ने इस प्रारंभिक दर का उपयोग करना शुरू कर दिया अगर मैं इसे कनेक्शन 1 के रूप में नाम दूं तो कनेक्शन 1 का उपयोग किया गया और यह एक कनेक्शन 2 के रूप में है यह कनेक्शन 1 उपयोग किया गया था फिर से यहां एक ओवरलैप होने की संभावना है तो दोनों तेज़ कनेक्शन और धीमी गति कनेक्शन एक समस्या पैदा कर सकते हैं इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुक्रम संख्या हमेशा एक बंधी हुई दर पर उत्पन्न हो ताकि दो कनेक्शन के बीच अनुक्रम संख्या के इस तरह की अतिव्यापी घटना ना घटे तो आप ऐसा कैसे करेंगे तो आप यह कर सकते हैं कि आप एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पर चल सकने वाली अधिकतम डेटा दर को बाध्य कर सकते हैं इसलिए किसी भी कनेक्शन पर अधिकतम डेटा दर हम प्रति घड़ी टिक के एक खंड के रूप में बाध्य करते हैं इसलिए यहां हमने हार्डवेयर घड़ी का उपयोग किया लेकिन मेरी मशीन की हार्डवेयर घड़ी तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें कई मशीनों में हार्डवेयर क्लॉक के सिंक्रोनाइज़ेशन की आवश्यकता नहीं है तो एक मशीन की हार्डवेयर घड़ी मेरे उद्देश्य की पूर्ति करेगी तो हर हार्डवेयर घड़ी टिक के साथ घड़ी टिक अंतर पैकेट संचरण की अवधि है घड़ी के टिक को स्वीकार किए गए दृश्यों के आधार पर समायोजित किया जाता है तो जब भी आपको एक पावती मिलती है टीसीपी स्व क्लॉकिंग या एक आभासी तंत्र की इस अवधारणा का उपयोग करता है इसलिए यह अनुक्रम संख्या स्थान का ध्यान रखने के लिए प्रवाह नियंत्रण तंत्र के तहत कनेक्शन स्थापना के मिश्रण की तरह कुछ है कि जब भी आप एक पावती प्राप्त कर रहे हैं उस समय के दौरान आप एक टिक बनाते हैं जो एक नए अनुक्रम संख्या के साथ नया पैकेट या नया खंड उत्पन्न करते हैं इसलिए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क में कोई भी दो पैकेट समान क्रम संख्या के साथ न हों तो यह भी सुनिश्चित होता है कि अनुक्रम संख्या स्थान बहुत जल्दी जल्दी उत्तपन नहीं होता है तो आपके पास टीसीपी प्रकार के प्रोटोकॉल के मामले में एक परिमित अनुक्रम संख्या स्थान है आपके पास 32 बिट अनुक्रम संख्या है अब यदि आपके पास 32 बिट अनुक्रम संख्या है तो आप 232 2 के पॉवर प्रकार के भिन्न भिन्न अनुक्रम संख्या का उपयोग कर सकते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण अनुक्रम संख्या की गति बहुत तेज़ ना हो तो इसका मतलब है यदि आप बहुत उच्च दर पर डेटा भेज रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप डेटा को ऐसी दर में उत्पन्न कर रहे हों जो आपके पास उस समय अवधि T के भीतर हो या समय अवधि T से पहले ही आपने इस पूरे 32 बिट अनुक्रम संख्या स्थान को समाप्त कर दिया हो तो यह भ्रम पैदा कर सकता है क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है तो आप इसे रोकना चाहते हैं और इसे रोकने के लिए कि आप प्रेषक प्रवाह के साथ साथ रिसीवर प्रवाह को भी विनियमित करना चाहते हैं आम तौर पर प्रवाह नियंत्रण अर्ताथ फ्लो कण्ट्रोल एल्गोरिथ्म के साथ हम इन प्रेषक प्रवाह और रिसीवर प्रवाह के बीच समन्वय करते हैं लेकिन जब भी हम प्रेषक पैकेट उत्पन्न कर रहे हैं तो आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो पैकेट प्रेषक से उत्पन्न किए जा रहे हैं वे किसी प्रकार का मैं ये नहीं कहूँगा स्थिर दर बल्कि वे एक सीमाबद्धसीमा दर के भीतर हैं इसीलिए एप्लिकेशन डेटा को अपनी दर के रूप में उत्पन्न कर रहा है और डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर बफर पर बफर किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को वहां से उठाता है वहाँ से बाइट्स उठाता है और पूर्वनिर्धारित सीमा दर के साथ खंड उत्पन्न करता है ताकि अनुक्रम संख्या स्थान एक दूसरे के साथ अतिव्याप्त न हो इसलिए हम इन सभी क्रियाविधि को विवरण में देखेंगे थोड़े समय के लिए यह अस्पष्ट हो सकता है या आपको थोड़ा संदेह हो सकता है कि जब भी हम विवरणों में प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम पर गौर करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएंगी जहां हम देखते हैं कि प्रवाह नियंत्रण वास्तव में इस पूरे क्रम संख्या स्थान को समायोजित करने में कैसे मदद करता है अब दूसरी बात यह है कि यदि आपको याद है कि टॉमलिंसन टॉमलिंसन के प्रस्ताव से कि हमारी पहली आवश्यकता को प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन करने का एक तरीका होना चाहिए था तो यहाँ आप क्या चाहते हैं कि हम रिसीवर की तरफ अनुक्रम संख्या याद नहीं रखना चाहते इसलिए रिसीवर पुराने अनुक्रम संख्या को याद नहीं रखना चाहता है बल्कि प्रेषक अपने स्वयं के अनुक्रम संख्या को प्रबंधित करेगा तो इसके लिए हम तीन तरह से हैंडशेक क्रियाविधि का उपयोग करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनेक्शन अनुरोध पुराने कनेक्शन अनुरोध की पुनरावृत्ति नहीं है अब प्रत्येक होस्ट पावती को देखकर अपने स्वयं के अनुक्रम संख्या को मान्य करते हैं तो यह प्रेषक और रिसीवर के बीच सकारात्मक सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करता है तो आइए हम देखें कि यह तीन तरह से हैंडशेकिंग कैसे काम करता है इसलिए जब भी होस्ट 1 एक कनेक्शन अनुरोध संदेश भेज रहा होता है होस्ट 1 अनुक्रम संख्या मान x भेजता है इसलिए यहाँ होस्ट 1 अनुक्रम संख्या मान x और होस्ट 2 यह एक पावती वापस भेजता है पावती के साथ यह उस क्रम संख्या x को भी डालता है इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर के मामले में आमतौर पर हमारे कनेक्शन द्वि दिशात्मक होते हैं क्योंकि कनेक्शन इस विशेष पावती के साथ द्वि दिशात्मक होते हैं होस्ट 2 एक और पावती भी भेजता है जो की दूसरा क्रमांक होस्ट 2 से होस्ट 1 के रिवर्स कनेक्शन के लिए होता है जो कि अनुक्रम नंबर y है अब जब भी होस्ट 1 अनुक्रम संख्या x के साथ एक पावती प्राप्त करता है तो होस्ट 1 सत्यापित कर सकता है कि क्या यह अनुक्रम संख्या जो पावती में थी वह मूल अनुक्रम संख्या है या नहीं यह कनेक्शन अनुरोध संदेश अनुक्रम संख्या जो इसे भेजा गया है उसके अनुरूप है या नहीं यदि यह ठीक है तो यह डेटा को उस अनुक्रम संख्या x के साथ भेज सकता है और साथ ही यह अनुक्रम संख्या स्थान या अनुक्रम संख्या के लिए पावती भी भेज सकता है जो कि होस्ट 2 के लिए होस्ट 2 द्वारा होस्ट 1 डेटा स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित किया गया था इसलिए यह तीन तरह से हैंडशेकिंग सुनिश्चित करता है कि उनके सभी विलंबित डुप्लिकेट सही रूप से होस्ट 1 और होस्ट 2 दोनों द्वारा पहचाने जाते हैं तो आइए देखते हैं कि इस क्रियाविधि से वे विलंबित डुप्लीकेट की सही पहचान कैसे कर सकते हैं तो आइए एक मामले को देखते हैं जब कनेक्शन अनुरोध एक विलंबित डुप्लिकेट है अब यदि कनेक्शन अनुरोध एक विलंबित डुप्लिकेट है तो होस्ट 2 को अनुक्रम संख्या x के साथ विलंबित डुप्लिकेट कनेक्शन अनुरोध प्राप्त हुआ है तो यह उस x की पावती के साथ वापस भेजता है अब होस्ट 1 यह सत्यापित कर सकता है कि यह विशेष पावती जो उसे प्राप्त हुई है वह कनेक्शन अनुरोध के लिए नहीं है जिसे उसने भेजा है तो वह कनेक्शन अनुरोध एक पुराना डुप्लिकेट था जिसे उसने बहुत पहले वापस भेजा था और अब होस्ट 1 उस कनेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहता है हो सकता है कि होस्ट 1 यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो और फिर रीस्टार्ट हो गया हो इसलिए यह उस पुराने कनेक्शन अनुरोध का उपयोग नहीं करना चाहता है जो उसने पहले अनुरोध किया था इसलिए होस्ट 1 इसका पता लगा सकता है और अगर यह पता चलता है कि यह पावती एक ऐसी पावती है जो एक अनुक्रम संख्या फील्ड है जो पावती संदेश में है तो यह एक विलंबित डुप्लिकेट के लिए है तो यह एक अस्वीकार संदेश भेज सकता है अस्वीकार संदेश को देखकर होस्ट 2 यह पहचान सकता है कि जो कनेक्शन अनुरोध भेजा गया था जो की इसने प्राप्त किया था वह अब होस्ट 1 द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा इसलिए कनेक्शन स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है अब एक अन्य मामले पर गौर करते हैं जब कनेक्शन अनुरोध और पावती दोनों के पास विलंबित डुप्लिकेट है अब जब कनेक्शन अनुरोध एक विलंबित डुप्लिकेट है और होस्ट 2 इस क्रम संख्या x के साथ एक पावती भेजता है जिसे इसे कनेक्शन अनुरोध संदेश के एक भाग के रूप में प्राप्त किया गया था और यह उस समय के दौरान एक नए अनुक्रम संख्या y के साथ प्रस्तावित किया गया था उस समय के दौरान इसे अस्वीकार संदेश मिलता है लेकिन इसे भेजे गए पुराने डुप्लिकेट के लिए यह कहें कि इसे यहां एक पावती मिली है यह पावती कहती है कि यह x के लिए एक अनुक्रम संख्या है लेकिन पावती संख्या कहती है कि पावती संख्या z है अब यदि आप इस तीन तरह से हैंडशेकिंग क्रियाविधि को देखते हैं तो इन पावती संख्याओं को पावती संख्या से मेल खाना चाहिए क्रम संख्या से मेल खाना चाहिए जो कि होस्ट 2 द्वारा उसके पावती में प्रस्तावित किया गया था अब ये दोनों मेल नहीं खा रहे हैं इसलिए होस्ट 2 इस डुप्लिकेट पावती को अस्वीकार कर देगा उसी समय होस्ट 1 को जब भी यह पावती संदेश मिलता है और उसे यह पता चलता है कि वह अब इस पावती का उपयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि यह यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और माना की ये यहाँ पुनः आरंभ किया गया था तो यह अस्वीकार संदेश भेज सकता है तो इस तरह से आप यह पहचान सकते हैं कि दोनों कनेक्शन अनुरोध एक विलंबित डुप्लिकेट थे जिसे होस्ट 1 द्वारा पहचाना गया था और यह एक अस्वीकृति संदेश भेजता है और होस्ट 2 जब भी यह एक अलग पावती संख्या पावती z देखता है पावती संख्या z उसके तुलना में जो की उसके स्वयं की स्वीकृति के साथ भेजा गया था जब भी यह पता चलता है कि यहाँ कोई मिसमैच है तो इसे स्वीकार करने की तुलना में यह बस इस पावती को त्याग देता है इस तरह आप सामान्य कनेक्शन अनुरोध संदेशों और विलंबित डुप्लिकेट कनेक्शन अनुरोध संदेशों के बीच इस क्रम संख्या की सहायता से ठीक से अंतर कर सकते हैं ठीक है तो यह कनेक्शन स्थापना के बारे में सब कुछ था तो आपको कनेक्शन अनुरोध की संपूर्ण प्रक्रिया का सारांश देते हैं हमने देखा कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं पैकेट को स्थानांतरित करने में मनमाने ढंग से देरी हो सकती है इस वजह से नुकसान हो सकता है हमेशा विलंबित डुप्लिकेट होने की संभावना होती है अब हमने अब तक क्या सीखा है कि मेरी प्रमुख समस्या कनेक्शन स्थापना के लिए प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन करना है एक बार प्रारंभिक अनुक्रम संख्या स्थापित हो जाने के बाद फिर प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म डेटा पैकेट के लिए अनुक्रम संख्या को बनाए रखने का ध्यान रखता है जो बाद में इस बात पर ध्यान देगा कि प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम वास्तव में आपको डेटा पैकेट या डेटा खंडों के ट्रांसपोर्ट लेयर के संदर्भ में अनुक्रम संख्या सेट करने में कैसे मदद करता है लेकिन यहां चुनौती यह है की एक प्रारंभिक कनेक्शन अनुरोध का चयन इस तरह करना है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि नए कनेक्शन का निषिद्ध क्षेत्र पुराने कनेक्शन के निषिद्ध क्षेत्र से ओवरलैप नहीं करता हो जहां पर दोनों नए कनेक्शन और पुराने कनेक्शन एक ही एप्लीकेशन के स्रोत गंतव्य जोड़ी पर शुरू किए जाते हैं इसलिए वे एक ही पोर्ट का उपयोग करने की संभावना रखते हैं तो उस स्थिति में हमारा उद्देश्य एक सामान्य कनेक्शन अनुरोध को विलंबित डुप्लिकेट कनेक्शन अनुरोध से अलग करना है और उस स्थिति में हम एक अनुक्रम संख्या की सहायता लेते हैं अब हमने देखा है कि एक प्रारंभिक अनुक्रम संख्या कैसे चुनें लेकिन जब भी आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या चुनते हैं तो आपको यह अच्छी तरह से सुनिश्चित करना होगा की प्रारंभिक अनुक्रम संख्या फ़ील्ड बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से वृद्धि नहीं करता हो ताकि यह दूसरे कनेक्शन के साथ ओवरलैप ना हो जाए इस विशेष संदर्भ में अनुक्रम संख्या के नियंत्रण की यह दर प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म द्वारा ध्यान रखी जाती है और हम यह अच्छी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि पैकेट उत्पन्न हो ना की बाइट्स मैं यह नहीं कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर बाइट को स्थानांतरित करती है और बाइट को इतनी दर से स्थानांतरित करती है कि यह बहुत धीमा ना हो या बहुत तेज़ ना हो सभी कनेक्शन लगभग एक परिबंधित दर का पालन करते हों लेकिन जब भी आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या चुनतें हैं आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या चुनने के लिए थ्री वे हैंडशेक प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं ताकि भले ही आपका कनेक्शन अनुरोध विलंबित डुप्लीकेट हो या कनेक्शन अनुरोध या संबंधित पावती विलंबित डुप्लिकेट हो तो भी आप पुराने कनेक्शन और नए कनेक्शन के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे यह सुनिश्चित करके कि अनुक्रम संख्या पिछले कनेक्शन की निषिद्ध सीमा से उत्पन्न नहीं हुई है और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क में कोई भी दो बाइट्स समान स्रोत गंतव्य जोड़ी के बीच एक ही अनुक्रम संख्या में एक ही समय में एक ही एप्लिकेशन से आ रहे हैं अब हम कनेक्शन रिलीज़ पर नज़र डालते हैं कनेक्शन स्थापना की तुलना में कनेक्शन रिलीज़ करना थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ हमारे पास अनुक्रम संख्या की समस्या नहीं होती है लेकिन यहाँ हमारे पास दूसरी समस्या होती है तो दो प्रकार के कनेक्शन रिलीज़ हो सकते हैं इसलिए एक को हम एक असममित अर्थात असिमेट्रिक रिलीज़ कहते हैं तो असममित अर्थात असिमेट्रिक रिलीज कहती है कि जब एक पक्ष कनेक्शन ख़त्म करता है तो कनेक्शन टूट जाता है अब यह ऐसा है कि जब भी होस्ट 1 तैयार होता है या जब भी होस्ट 1 डेटा ट्रांसफर पूरा कर लेता है तो होस्ट 1 कनेक्शन को तोड़ देता है यह कहें कि ऐसा हो सकता है कि होस्ट 2 अब कनेक्शन बंद करना चाहता है होस्ट 2 बस कनेक्शन रिलीज संदेश भेजता है तो यहाँ यह DR डेटा रिलीज़ संदेश है होस्ट 2 डेटा रिलीज़ संदेश भेजता है और होस्ट 2 सो जाता है अब भले ही होस्ट 1 के पास होस्ट 2 को भेजने के लिए कुछ डेटा हो और वह डेटा यदि कोई होस्ट 1 भेजता है तो होस्ट 2 उस डेटा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है तो असममित अर्थात असिमेट्रिक रिलीज की इस अवधारणा के साथ डेटा हानि की संभावना होगी अब हमारे पास इन कनेक्शन रिलीज़ का एक और संस्करण हो सकता है जिसे हम सममित अर्थात सिमेट्रिक रिलीज़ कहते हैं अब एक सममित रिलीज के मामले में आप कनेक्शन को दो अलग अलग यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन के रूप में मानते हैं प्रत्येक कनेक्शन को दो अलग अलग यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन के रूप में माना जाता है और इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को अलग अलग जारी किया जाए इसलिए जब दोनों कनेक्शन रिलीज़ किए जातें हैं तो अंतिम कनेक्शन रिलीज़ हो जाता है अब यह सममित अर्थात सिमेट्रिक रिलीज अच्छा है जब प्रत्येक प्रक्रिया को भेजने के लिए डेटा की एक निश्चित मात्रा होती है और यह स्पष्ट रूप से जानता है कि इसे कब भेजा गया है तो यह जानता है कि यह एक विचार है कि जब उसने एक डेटा भेजा है लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सममित रिलीज के लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर सकते हैं तो आइए हम एक बहुत ही सरल प्रोटोकॉल पर ध्यान दें जिसमे होस्ट 1 कहेगा कि मैं डेटा भेज चुका होस्ट 2 कहेगा कि मैं भी डेटा भेज चुका इसलिए जब दोनों कहते हैं कि मैं डेटा भेज चुका तो वे कनेक्शन रिलीज़ कर देते हैं हम देखते हैं कि क्या यह प्रोटोकॉल हमेशा अच्छा काम करता है इसलिए हम इस प्रोटोकॉल को सेना समस्या नामक एक समस्या के संदर्भ में मैप करते हैं तो हमारे पास एक सफेद सेना है जो एक घाटी में है और नीली सेना जो वहां पहाड़ी में थी अब आप देखते हैं कि नीली सेना में कुल लड़ने वाले सफेद सेना में लड़ने वालों से अधिक हैं लेकिन वे अब अलग हो गए हैं वे पहाड़ी के दो हिस्सों में हैं इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने की आवश्यकता पड़ती है कि दोनों एक साथ हमला करें दोनों एक साथ हमला करने में सक्षम हैं तो वे केवल सफेद सेना को हराने में सक्षम होंगे अन्यथा वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे अब यहां समस्या यह है कि अगर नीली सेना हमले नामक का संदेश भेजना चाहती है तो यह नीली सेना 1 उस संदेश को नीली सेना 2 को भेजना चाहती है इसलिए उन्हें घाटी वापस जाना होगा जो कि भेद्य स्थिति है इसलिए यह हमेशा हो सकता है कि सफ़ेद सेना का एक सैनिक नीली सेना के सैनिक को देखने में सदैव सक्षम हो और वह उस व्यक्ति को मार डाले और संदेश दूसरे तरफ न पहुंच पाए तो वातावरण अविश्वसनीय है अब जब भी वातावरण अविश्वसनीय होगा तब आप देख सकते हैं कि आप कभी भी प्रोटोकॉल नहीं बना पाएंगे इस विशेष समस्या को हल करने के लिए सही प्रोटोकॉल यह है कि दोनों नीली सेना आम सहमति में आ जाए और तब वे एक साथ सफ़ेद सेना पर हमला करने में सक्षम होंगे क्योंकि जब भी आप इस घाटी के माध्यम से नीली सेना के एक सैनिक को भेज रहे हैं हो सकता है नीली सेना 2 को उस विशेष सैनिक का संदेश नहीं मिल पा रहा हो और वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि हमला करना है या वर्तमान स्थिति क्या है इसलिए हमारे पास इस विशेष समस्या को हल करने के लिए एक प्रोटोकॉल नहीं हो सकता है तो इस मामले में सबसे अच्छा तरीका यह है की आप हर पार्टी को अपने स्वतंत्र निर्णय लेने दें इसलिए यह वह प्रोटोकॉल है जिसे हम यहां लागू करते हैं कि प्रत्येक होस्ट 1 डेटा रिलीज़ संदेश भेजेगा और फिर वह टाइमर शुरू करेगा इसी तरह होस्ट 2 इसे डेटा रिलीज़ संदेश भेजेगा और यह स्वयं टाइमर शुरू कर देगा जब भी इसे समय समाप्त होने का संदेश प्राप्त होगा तो यह कनेक्शन ख़त्म कर देगा और यह पावती भेजेगा और यदि होस्ट 2 को इस समय समाप्त होने के भीतर पावती संदेश प्राप्त होता है तो यह कनेक्शन को ख़त्म कर देगा अब देखते हैं कि जब पावती खो जाती है तो यह प्रोटोकॉल कैसे काम करता है तो मान लेते हैं कि यह अंतिम पावती खो गई है यदि यह अंतिम पावती खो जाती है तो होस्ट 2 ने डेटा रिलीज संदेश भेजने के बाद यदि इसे पावती नहीं मिलती है तो ये टाइमर शुरू कर देता है तो यह टाइम आउट के लिए प्रतीक्षा करेगा जब भी टाइमआउट होगा यह कनेक्शन ख़त्म कर देगा फिर कहें कि होस्ट 2 से यह डेटा रिलीज़ संदेश खो गया इसलिए यदि होस्ट 2 का यह डेटा रिलीज़ संदेश खो गया है तो यहाँ होस्ट 1 ने होस्ट 2 को प्राप्त डेटा रिलीज़ संदेश भेजा है और होस्ट 2 ने एक और डेटा रिलीज़ संदेश भेजा है इसलिए होस्ट 1 को इसके बाद एक टाइमआउट मिलेगा और यह फिर से डेटा रिलीज़ संदेश भेजेगा इसलिए एक बार जब यह एक डेटा रिलीज़ संदेश भेजता है तो होस्ट 2 यह संदेश प्राप्त करेगा कि वह फिर से टाइमर शुरू करेगा और डेटा रिलीज़ संदेश भेजेगा इसलिए जब यह डेटा रिलीज संदेश प्राप्त करेगा तो यह कनेक्शन ख़त्म कर देगा पावती भेजेगा और जैसे ही होस्ट 2 को पावती प्राप्त होगा वह कनेक्शन ख़त्म कर देगा अब एक और परिदृश्य देखते हैं जब डेटा रिलीज़ और पावती दोनों खो जाते हैं तो यहां यह डेटा रिलीज़ खो गया है और साथ ही पावती भी खो गई है इस स्थिति में यदि यह दोनों संदेश खो गए हैं तो दोनों नोड टाइमआउट होने की प्रतीक्षा करेंगे तो यहां आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि होस्ट 1 N अलग अलग टाइमआउट के लिए प्रयास करेगा और जब भी यह N T अलग अलग टाइमआउट होता है तो यह कनेक्शन को रिलीज़ करेगा और होस्ट 2 भी टाइमआउट के लिए इसी तरह प्रतीक्षा करेगा जब टाइमआउट होगा तो यह कनेक्शन को रिलीज़ कर देगा इसलिए यहां हम मूल रूप से एक असममित अर्थात असिमेट्रिक दृश्य से प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि हम कुछ निश्चित समयसीमा की प्रतीक्षा करेंगे और यदि आप उस समय सीमा मान के साथ समस्या को हल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से कनेक्शन रिलीज़ कर सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा है असममित संबंध के मामले में हमेशा डेटा हानि होने की संभावना होती है इसलिए इस व्याख्यान ने आपको फ़ास्ट सर्विसेस के बारे में विचार दिया है जो कि प्रोटोकॉल स्टैक की ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा समर्थित है जहां हमें दो दूरस्थ होस्ट के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो दो छोरों के बीच हैलो संदेश स्थापित करने के लिए एक प्रकार का तार्किक पाइप है और नेटवर्क में इस विश्वसनीयता की समस्या के कारण हम देखते हैं कि कनेक्शन की स्थापना सुनिश्चित करना एक चुनौती है आप यह तर्क दे सकते हैं कि मेरे पास विश्वसनीयता प्रोटोकॉल है तो मुझे इस कनेक्शन स्थापना के दौरान इन सभी कठिनाइयों के बारे में क्यों परेशान होना चाहिए लेकिन आपको याद है कि विश्वसनीयता केवल तभी आती है जब आपने इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को सेट किया हो तो फिर आप अपने प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता प्रोटोकॉल को लागू कर सकते हैं जिसे बाद में हम उन्हें स्वचालित अनुरोध प्रोटोकॉल एआरक्यू प्रोटोकॉल के रूप में कहेंगे इसलिए यह एआरक्यू पैकेट को पुनः संचारित करके प्रोटोकॉल पैकेट के नुकसान की देखभाल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक संदर्भ फ्रेम होता है जिसके माध्यम से आप अनुक्रम संख्या फ़ील्ड का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब भी आप उस दौरान प्रारंभिक कनेक्शन सेट कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई प्रारंभिक संदर्भ फ़्रेम नहीं होता है जैसे कि आप क्रम संख्या कहाँ से शुरू करेंगे यदि हर कनेक्शन अनुक्रम संख्या 0 से शुरू होता है तो उस निषिद्ध क्षेत्र अवधारणा के कारण समस्या हो सकती है जिसे हमने यहां देखा है अब इस विशेष समस्या को हल करने के लिए हमने अच्छी तरह से देखा है की स्वयं क्लॉकिंग क्रियाविधि का उपयोग करके हार्डवेयर क्लॉक के माध्यम से या पावती से क्लॉक करके आप अनुक्रम संख्या फ़ील्ड उत्त्पन्न कर सकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि एक ही स्रोत गंतव्य जोड़े के लिए कनेक्शन का अनुक्रम संख्या एक ही पोर्ट के साथ वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हों और एक ही समय में आप अनुक्रम संख्या को इस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं की यह पिछले अनुक्रम संख्या से काफी अधिक होना चाहिए ताकि वे ओवरलैप न हों और अंत में एक बार थ्री वे हैंडशेकिंग क्रियाविधि में यह अनुक्रम संख्या स्थापित हो जाए और उस समय के दौरान यदि आपने संदेशों की हानि या विलंबित डुप्लिकेट देखा है तो दूसरे छोर उसे सही ढंग से डिकोड कर पायेगा कनेक्शन रिलीज के संदर्भ में आपने देखा है कि सममित अर्थात सिमेट्रिक रिलीज एक अच्छा विकल्प है असममित रिलीज एक अच्छा विकल्प है लेकिन आप एक अविश्वसनीय चैनल में असममित रिलीज के लिए एक प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं कर सकते हैं तो यही कारण है कि हम टाइमआउट वैल्यू के साथ एक सममित रिलीज के लिए जाते हैं इसलिए आप एक सममित रिलीज बनाने की कोशिश करेंगे यदि आप निश्चित समय के भीतर ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप जबरदस्ती कनेक्शन बंद कर सकते हैं वहां डेटा हानि की संभावना हमेशा होती है लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि प्रदर्शन और शुद्धता के बीच हमेशा समझौताकारी समन्वयन रहता है इसलिए यहां हम एक प्रोटोकॉल के लिए नहीं जा रहे हैं जो पूरी तरह से सही होगा इस सममित रिलीज के कारण हमेशा कुछ निश्चित डेटा हानि हो सकती है लेकिन हमारा लक्ष्य उस टाइमआउट मूल्य का उपयोग करके इसे यथासंभव कम से कम करना है टाइमआउट यह सुनिश्चित करता है कि जो भी पैकेट दूसरे छोर से भेजा गया है वह उस टाइमआउट समय के भीतर गंतव्य पर पहुंच जाएगा तो यह सब कनेक्शन स्थापना और कनेक्शन रिलीज के बारे में है अगली कक्षा में हम ट्रांसपोर्ट लेयर में एक और सेवा देखेंगे पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद